अगला प्रोग्राम जिसे हम देखेंगे वह फिर से सीरियल पोर्ट पर है तो यह मोड 1 में सीरियल पोर्ट का संचालन करेगा या सीरियल बाइट RxD पिन पर प्राप्त कर रहा है और पोर्ट 2 को बाइट भेजते हैं तो यह पिन RxD के माध्यम से एक पूर्ण बाइट सीरियल प्राप्त करेगा और फिर बाइट को इस पोर्ट 2 पर रखा जाएगा तो इस प्रोग्राम को कैसे लिखना है तो हम अनिवार्य रूप से क्या करते हैं सबसे पहले यह TMOD रजिस्टर को सेट करना होगा जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी सीरियल ट्रांसमिशन के लिए तो हमें इस टाइमर 2 का उपयोग करना होगा इस सीरियल ट्रांसमिशन के लिए क्लॉक प्रदान करने के लिए तो हम इस TMOD रजिस्टर को सेट करने के साथ शुरू करेंगे तो हम पहले इस TMOD रजिस्टर में चले जाते हैं मूल्य 0 हेक्स है तो हम पिछले प्रोग्राम की तरह ही विचार करेंगे तो यह इस टाइमर 1 को ऑटो रिपीट मोड के रूप में कार्य करने के लिए कॉन्फ़िगर करेगा फिर SCON रजिस्टर को कॉन्फ़िगर करना होगा MOV SCON 50hex और फिर यह कण्ट्रोल वर्ड है जो इस 8 बिट डेटा के लिए आवश्यक है फिर 1 स्टॉप बिट और वह सभी फिर मुझे टाइमर सेट करना होगा ताकि मुझे 9600 बॉड रेट मिल सके तो 9600 बॉड रेट तो यह माइनस 3 था तो यदि आप हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखते हैं तो यह FD है यह वह है तो आप हेक्साडेसिमल में माइनस 3 की जांच कर सकते हैं ट्वोस कॉम्प्लीमेंट में यह FD होगा तो आप MOV TH1 0FDh जैसे लिख सकते हैं इस तरह लिख सकते हैं फिर हमें टाइमर शुरू करना होगा तो SETB TR1 यह टाइमर शुरू करेगा अब सीरियल रूप से हम बिट्स पा रहे हैं तो मुझे यह रिसीव इंटरप्ट RI क्लियर करना होगा आपको याद है कि TI या RI तो वह बिट सेट हो जाता है जब भी आप कुछ डेटा प्राप्त कर रहे हों तो हम इस RI को क्लियर करते हैं ताकि यदि पहले कुछ प्राप्त हो गया है तो उसे इस ट्रांसमिशन के एक हिस्से में नहीं लिया जाना चाहिए तो यह वहां क्लियर है तो जंप या नॉट बिट इसके बाद हम जांचते हैं कि हमें JNB RIL 2 पर कोई बिट मिल रहा है या नहीं तो जहाँ L2 यह बिंदु है तो हम मूल रूप से अगले RI सेट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो JNB RIL 2 तो आपको सीरियल पर अगला करैक्टर प्राप्त होगा तो अगले करैक्टर आने वाले हैं और जब उस पूरे फ्रेम को प्राप्त कर लिया गया है जो कि आपके 8 कैरेक्टर बिट्स और 1 स्टॉप बिट है जब सब कुछ प्राप्त हो गया है तो यह RI फिर से प्रोसेसर द्वारा रेज किया जायेगा तो अब आप कर सकते हैं अगर यह रेज किया जाता है इसका मतलब है करैक्टर SBUF रजिस्टर में उपलब्ध है तो आप SBUF से एक रजिस्टर पर सामग्री प्राप्त कर सकते हैं तो आप MOV A SBUF जैसे लिख सकते हैं तो आपको SBUF रजिस्टर से A रजिस्टर में करैक्टर मिलता है और फिर आप इस मान को पोर्ट P 2 MOV P 2A पर डालते हैं तो आपको पोर्ट P2 पर A रजिस्टर से मान मिल जाएगा तो यह वही है जो आप देख रहे हैं हम इस सीरियल ट्रांसमिशन लाइन RxD से सामग्री प्राप्त करने और इसे P2 पोर्ट पर लाने की कोशिश कर रहे थे तो यह करैक्टर प्राप्त हुआ है तो मुझे अगले करैक्टर के लिए जाना होगा तो SJMP L1 जहां L1 यह बिंदु है अगले करैक्टर के लिए मुझे RI क्लियर करना होगा और फिर से RI के दोबारा हाई होने का इंतजार करना होगा तो वह JNB में है तो जैसे ही अगला करैक्टर प्राप्त होगा तो यह होगा यह RI बिट सेट हो जाएगा तो हमें अगला करैक्टर प्राप्त हुआ है तो इस तरह से हम इस सीरियल ट्रांसमिशन के लिए प्रोग्राम लिख सकते हैं तो अगला हम एक अन्य प्रोग्राम पर ध्यान केंद्रित करते हैं जहां यह फिर से सीरियल ट्रांसमिशन है पर थोड़ा और अधिक जटिल है तो यह अपेक्षित है कि यह दो चीजों को एक साथ करेगा तो यह पोर्ट P1 से डेटा प्राप्त करेगा और इसे पोर्ट P2 पर लगातार भेजेगा तो यह मुख्य काम है जो यह करेगा एक साथ यह सीरियल पोर्ट से आने वाले डेटा पर गौर करेगा और इसे पोर्ट P0 में भेजा जाएगा तो पोर्ट P1 से P2 तक तो वह पैरेलल IO पैरेलल रीड राइट जारी रहेगा इसके अलावा एक सीरियल कम्युनिकेशन होना चाहिए पोर्ट P0 से सीरियल कम्युनिकेशन से तो जो कुछ भी सीरियल पोर्ट पर आता है उसे P0 पर भेजा जाना चाहिए अब मुद्दा यह है कि सीरियल ट्रांसमिशन में समय लगेगा तो यदि आप इसे एक बहु लचीले फैशन में करते हैं जैसे की आप P1 से पहले 1 बाइट प्रसारित करते हैं और इसे P2 को भेजते हैं एक के बाद एक P1 से पढ़ते हैं इसे P 2 पर भेजते हैं फिर सीरियल पोर्ट पर एक कैरेक्टर को पढ़ते हैं और इसे P0 पर भेजते हैं फिर अगले कैरेक्टर P1से पढ़ते हैं तो यह वांछनीय नहीं है क्योंकि इस पोर्ट P1 P2 संचार की तुलना में सीरियल ट्रांसमिशन धीमा हो जाएगा जिसे हम ढूंढ रहे हैं तो आदर्श रूप से यह P1 P2 संचार है तो इसे मुख्य कार्य माना जाना चाहिए तो यह मुख्य काम होना चाहिए और कुछ इंटरप्ट के माध्यम से यह सिग्नल ट्रांसमिशन ताकि जब भी यह RI फ्लैग सेट हो जाए तो इंटरप्ट आ जाए तो यह RI फ्लैग सेट किया जाएगा और फिर कर सकेंगे हम SBUF से रीड कर सकते हैं और इसे पोर्ट P0 में स्थानांतरित कर सकते हैं तो यह वही है जो हम प्रोग्राम में करेंगे अब चूंकि इसमें इंटरप्ट हैं तो हमें विशेष रूप से यह बताना होगा कि वास्तव में कोड कहां रखा जाना चाहिए तो मुख्य प्रोग्राम कम से कम 0 से शुरू हो सकता है तो हम इसे ORG 0 की तरह लिखते हैं तो असेम्बलर हम कोड के अगले टुकड़े को मेमोरी के 0 एड्रेस पर डालना शुरू करेंगे यहां मुझे केवल एक LJMP इंस्ट्रक्शन मिला है तो यदि आप इस मेमोरी मैप को देखते हैं एक बार प्रोग्राम लोड होने के बाद तो यह स्थान शून्य पर कुछ इस तरह होगा कि इसमें LJMP इंस्ट्रक्शन होगा जबकि यह MAIN कहीं बाद में होगा यह MAIN कहीं बाद में होगा तो यह किया जा सकता है फिर मुझे सीरियल इंटरप्ट का उपयोग करना है उस सीरियल इंटरप्ट का उपयोग करना है और सीरियल इंटरप्ट के लिए आपको पता है कि संबंधित ISR वेक्टर एड्रेस 23 हेक्स है तो 23 हेक्स स्थान पर मुझे एक और jump इंस्ट्रक्शन देना होगा जो कि यदि यह वास्तविक सीरियल ट्रांसमिशन रूटीन है तो अगर यह सीरियल ट्रांसमिशन रूटीन है तो यदि यह उदाहरण के लिए कहता है तो यह एड्रेस5000 है तो किसी तरह मुझे यहां LJMP 5000 लिखना चाहिए जो ठीक है तो यह किया जाता है यह कैसे किया जा सकता है तो हम यहां एक और ORG लिखते हैं ORG 23 हेक्स तो असेम्बलर को पता चल जाएगा कि अगला इंस्ट्रक्शन जो आप लिखने जा रहे हैं उसे 23 हेक्स एड्रेस पर रखा जाना चाहिए फिर यहाँ मैंने उस LJMP सीरियल को रखा हैं तो मेरे प्रोग्राम में सीरियल एक स्तर है तो यह किसी एड्रेस पर अनुवाद करेगा तो जो भी एड्रेस पर अनुवाद करता है इस उदाहरण में मैं मानता हूं कि यह 5000 एड्रेस को ट्रांसलेट करता है तो वहा आप इसे डाल रहे हैं तो हम LJMP सीरियल की तरह लिख रहे हैं अगली बात यह है कि सीरियल रूटीन कहीं न कहीं लिखी जाएगी लेकिन अब मैं मैन रूटीन शुरू कर सकता हूं और मैन रूटीन हम चाहते हैं कि यह इसके तुरंत बाद न हो कुछ और इंटरप्ट वैक्टर हैं तो मैं कह सकता हूं कि मेरी मैन रूटीन 30 हेक्स स्थान से शुरू होगी तो 30 हेक्स के बाद से हमारे पास मैन प्रोग्राम है तो यह मैन है इस बिंदु से मैं मैन रूटीन शुरू कर रहा हूं तो मैं जो कर रहा हूं तो पहले मुझे पोर्ट P1 को पढ़ना होगा और इसे पोर्ट P2 पर आउटपुट करना होगा तो पोर्ट P1 को इनपुट पोर्ट के रूप में कॉन्फ़िगर करना होगा तो उस उद्देश्य के लिए मुझे MOV P1 0FF हेक्स की तरह करना होगा पोर्ट P1 को इनपुट पोर्ट के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है और फिर सीरियल ट्रांसमिशन के लिए हमें पहले अन्य प्रोग्राम में किए गए सेटिंग को करने की आवश्यकता है तो उन सेटिंग्स को हम यहां करना चाहेंगे MOV TMOD 20 हेक्स तो मेरे पास यह TH रजिस्टर MOV TH10FD हेक्स है जो माइनस 3 मान पर है और फिर SCON रजिस्टर सेट करना होगा MOV SCON 50 हेक्स तो यह सेटिंग यह टाइमर 1 मोड 2 है तो यह टाइमर 1 मोड 2 है और यह सेटिंग 8 बिट इंटरप्ट डेटा 1 स्टॉप बिट है और यह रिसीव इनेबल हो जाता है यह इंटरप्ट इनेबल्ड है तो REN प्राप्त करें सक्षम करें यह रिसीव इनेबल है इंटरप्ट आ जाएगी अन्यथा इंटरप्ट नहीं आएगी और फिर आप इंटरप्ट इनेबल्ड रजिस्टर को भी प्रोग्राम कर सकते हैं अन्यथा इंटरप्ट प्राप्त नहीं होगा तो MOV IE 10010000 B तो यह इंटरप्ट इनेबल है तो यह सीरियल ट्रांसमिशन इंटरप्ट को इनेबल करता है तो यह आपने कहा कि सीरियल ट्रांजीशन इंटरप्ट है तो मैं यह सेट BTR1 शुरू करता हूं तो यह टाइमर 1 शुरू करेगा तो हमने डेटा प्राप्त करने के लिए सब कुछ सेट किया है हमें इनपुट मोड में पोर्ट P1 सेट करना होगा और हमने अन्य सेटिंग्स की हैं तो सीरियल ट्रांसमिशन इंटरप्ट होने में इनेबल होगा तब काम सरल है जैसे मुझे अब पोर्ट पी 1 से पढ़ना है और P2 पोर्ट पर आउटपुट करना है तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं तो हम MOV A P 1 तो P1 हम A में पढ़ते हैं और फिर MOV P2 A इस तरह से आप कर सकते हैं और फिर मैं बस यहां एक लूप डाल सकता हूं तो यह रीडिंग दोहराव से किया जाता है तो SJMP L1 तो L1 यहां है तो यह सिर्फ पोर्ट 1 से रीडिंग और पोर्ट 2 पर रइटिंग होगा अब मुझे इस सीरियल कम्युनिकेशन के लिए इंटरप्ट सर्विस रूटिंग लिखनी होगी तो यह वह एड्रेस है जिस पर मैं सीरियल रूटिंग लिख रहा हूं और आप देखते हैं कि 23 हेक्स में मुझे LJMP सीरियल मिला है तो यह यहाँ आ जाएगा तो सबसे पहले मुझे यह देखना होगा कि क्या सीरियल इंटरप्ट के साथ समस्या यह है कि आप ट्रांसमिशन और DC दोनों को देखते हैं और वे इंटरप्ट जेनेरेट करते हैं और दोनों एक ही इंटरप्ट उत्पन्न करते हैं तो मुझे इंटरप्ट सर्विस रूटीन में जांच करने की आवश्यकता है की यह ट्रांसमिशन या रिसीव करने के कारण हो रही है तो इस विशेष प्रोग्राम के लिए अगर कोई इंटरप्ट रेज हो ट्रांसमिशन पर देता है तो यह सार्थक नहीं है यह हो सकता है कि प्रोसेसर कुछ और कर रहा था तो उस ट्रांसमिट इंटरप्ट को जेनेरेट किया गया था लेकिन मुझे उन मामलों के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन जब भी रिसीव इंटरप्ट होती है तो यह हमारे लिए मान्य है तो दोनों को सीरियल इंटरप्ट के लिए मैप किया जाता है तो TI और RI दोनों तो उन्हें उसी इंटरप्ट के लिए मैप किया जाता है जैसा कि आप 8051 में जानते हैं तो उस प्रोग्राम में आपको दो के बीच इंटरप्ट सर्विस रूटिंग में अंतर की आवश्यकता होती है तो यह यहाँ किया जाता है तो यह जम्प बिट TI से ट्रांस के लिए तो यह वास्तव में उस कोड के भाग पर लंघन है जो हमारे पास इस समय के लिए है अन्यथा यदि यह मामला नहीं है और इंटरप्ट रेज किया गया है इसका मतलब है यह रिसीव करने के कारण है तो SBUF रजिस्टर में हमें मूल्य मिला है तो आप इसे SBUF रजिस्टर से A पर वापस प्राप्त कर सकते हैं आप A रजिस्टर में पा सकते हैं और फिर A रजिस्टर की इस सामग्री को P0 MOV P0 A में ले जा सकते हैं और फिर इस RI बिट को क्लियर कर सकते हैं फिर RETI और यह ट्रांस भाग वास्तव में यहाँ है तो ट्रांस भाग में हम यह क्लियर करेंगे TI बिट जो भी कारण है जिसके लिए इसे सेट किया गया है ताकि TI बिट रीसेट हो और फिर यह RETI हो तो आप देखते हैं कि इस प्रोग्राम में यह कैसे काम करेगा तो मैन प्रोग्राम इस बिंदु पर लूपिंग है तो यह मैन प्रोग्राम सेटिंग्स करने के बाद यह लगातार इस बिंदु पर एक लूपिंग है P1 से रीडिंग की कोशिश करें और P2 पर डालने से सीरियल ट्रांस के बीच सीरियल इंटरप्ट आएगा जब सीरियल इंटरप्ट आता है तो प्रोसेसर इन एड्रेस 23 हेक्स पर आ जाएगा यह 23 हेक्स शुरू करेगा इसे यह निर्देश LJMP सीरियल मिलेगा तो यह इस बिंदु सीरियल में जम्प करेगा तो यह पहले जांच करेगा कि यह A है TI बिट सेट है या नहीं यदि TI बिट सेट है तो यह समझ जाएगा कि यह कुछ ट्रांसमिशन के कारण है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो यह यहाँ आ रहा है और वहाँ से लौट रहा है अन्यथा यदि यह रिसीव के कारण से होता है तो इस SBUF को A पर कॉपी किया जाएगा और फिर A को P0 पर ले जाया जाएगा तो इस तरह यह पूरा प्रोग्राम ऑपरेट होगा तो हम इस तरह से सीरियल ट्रांसमिशन का उपयोग कर सकते हैं आगे हम एक अन्य प्रोग्राम पर विचार करेंगे जिसे हम मुख्य रूप से पोर्ट्स से निपटेंगे तो यह बता रहा है कि हमें पोर्ट P03 से 1 बिट डेटा प्राप्त होगा और 16 हम इन दोनों का अंत करते हैं और आउटपुट P23 में डालते हैं तो 03 और 16 से जो भी आपको मिल रहा है तो आपको उन्हें समाप्त करने और P23 पर परिणाम डालने की आवश्यकता है तो यह कैसे करना है तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं कि पहले यह पोर्ट P0 और P1 वहां मुझे इसे इनपुट मोड में रखना होगा तो मैं इसे इस तरह से कर सकता हूं कि शायद पूरे पोर्ट मैंने इसे इनपुट मोड MOV 00FF हेक्स में डाल दिया तो यह सम्पूर्ण रीड यह संपूर्ण पोर्ट को इनपुट पोर्ट के रूप में बनाएगा MOV P1 0 FF हेक्स जो इंटरप्ट P 1 को इनपुट पोर्ट के रूप में रखेगा फिर हम MOV A P 0 करते हैं तो यह P0s सामग्री को एक रजिस्टर में उपलब्ध है और हम जो चाहते हैं वह P03 है तो 03 ऐसा है कि अगर इसी करेस्पोंडिंग मास्क पैटर्न है तो मैं केवल बिट संख्या 3 में रुचि रखता हूं तो मुझे 2 1 0 या इस भाग में कोई दिलचस्पी नहीं है तो मुझे इस भाग में इस विशेष बिट में ही दिलचस्पी है तो इसके लिए हम एक मास्क तैयार करते हैं और वह मास्क 08 हेक्स है तो ANL A 08hex तो अगर हम इसे समाप्त करते हैं तो इन बिट्स के मूल्य जो भी हों तो वे 0 हो जाएंगे और केवल यह बिट बच जाएगा और अब हम कुछ रोटेट राइट एक्यूमिलेटर करते हैं तो यह इस बिट को पोजीशन 2 तक ले जाएगा फिर यह रोटेट राइट एक बार और इसे पोजीशन 1 में ले जाएगा और फिर दूसरा रोटेट राइट तो यह इसे पोजीशन 0 में ले जाएगा तो इन 3 रोटेट राइट के बाद यह बिट नंबर 3 बिट संख्या 0 पर आ जाएगा फिर हम इस मूल्य को रजिस्टर R 1 में सहेजते हैं यह संशोधित मूल्य R1 में सेव कर रहा है फिर हम कोशिश करते हैं तब हम पोर्ट P1 पढ़ते हैं तो MOV AP 1 और वहां मुझे बिट नंबर 6 में दिलचस्पी है तो मुझे 0 1 2 3 4 4 5 में कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे बिट नंबर 6 7 और 8 में दिलचस्पी है इसलिए अगर मैं यह प्राप्त करना चाहता हूं तो मास्क के लिए यह बिट 2 होना चाहिए और बाकी बिट्स 0 होना चाहिए तो बिट संख्या यह है यह एक अर्थ में है तो यह मास्क 4 0 है तो मैं पिछले मामले ANL A 40 हेक्स के समान एक लॉजिकल करता हूं और फिर मुझे इस बिट को पोजीशन 0 पर ले जाने की आवश्यकता है तो उस उद्देश्य के लिए मुझे कई तरह के रोटेट राइट्स 6 डालने होंगे ऐसे ही रोटेट राइट्स के लिए हमें एक हेक्स को सही स्थिति में लाने की जरूरत पड़ेगी 5 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 और फिर 0 तो इस बिंदु पर यह छठा बिट स्थिति 0 पर आ गया है अब मैं आर 1 रजिस्टर में ऐसा करता हूं मुझे यह पोर्ट जीरो बिट नंबर 3 मिला है और एक रजिस्टर में मुझे पोर्ट जीरो पोर्ट वाले बिट नंबर 6 मिले हैं इसलिए मैं R 1 के साथ एक और लॉजिकल A कर सकता हूं और फिर मुझे पोर्ट टी 23 पर परिणाम डालना होगा तो आप सीधे डाल सकते हैं आप उन्हें ले सकते हैं कुछ बिट सेट रीसेट प्रकार के इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं लेकिन करने का एक और तरीका है यह है कि मैं पोर्ट 3 पर जाना चाहता हूं तो यदि मैं बिट नंबर 3 पर जाना चाहता हूं तो मैं अब एक बारी A को 3 से रोटेट लेफ्ट करता हूं और फिर मैंने इस पैटर्न को पोर्ट 2 पर रख देता हू तो इस तरह से बिना बिट मैनीपुलेशन इंस्ट्रक्शन का उपयोग किए जैसे set B clear JNB वगैरह तो यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो यदि बाइट ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन या वर्ड ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन फिर आप देखते हैं कि आप इस बिट सेटिंग रीसेट चेकिंग भी कर सकते हैं और वह सब लेकिन निश्चित रूप से समस्या यह है कि प्रोग्राम लंबा हो जाता है तो आपको कई रोटेशन करने होंगे तो आप निश्चित रूप से आप इस प्रोग्राम का एक बहुत सरल संस्करण लिख सकते हैं जो एक सरल बिट सेट रीसेट प्रकार के इंस्ट्रक्शन का उपयोग करता है तो यह केवल यह दिखाने के लिए है कि यह इस रूप में भी लिखा जा सकता है आगे हम एक और प्रोग्राम पर नज़र डालते हैं जो हम पोर्ट P0 की सामग्री की जाँच करेंगे यदि संख्या लाल 20 हेक्स के बराबर है तो यह FF हेक्स को पोर्ट P0 में भेज देगा यदि यह 30 हेक्स 40 हेक्स या 5 0 हेक्स है तो यह FF हेक्स को पोर्ट P1 P 2 या P 3 में भेज देगा तो यह पोर्ट P 0 से पढ़ता है और यदि संख्या 0 के बराबर है तो यह FF P 0 पर जाता है यदि यह 30 है तो FF P1 पर जाता है तो इस तरह से प्रोग्राम सरल है तो हम इसी तरह संबंधित कोड लिख सकते हैं तो पहले पोर्ट P0 को पढ़ना होगा तो उस उद्देश्य के लिए मुझे इस P0 को स्थानांतरित करना चाहिए इनपुट के रूप में कॉन्फ़िगर करना होगा तो 0FF हेक्स तो मुझे ऐसा कहना होगा तो मुझे पोर्ट P 0 की सामग्री को A रेजिस्टर MOV AP0 में प्राप्त करना है और फिर हम R1 पर इस मान को सेव करते है आप मान को सेव करते है फिर हम एक क्लियर कैरी करते हैं तो मैं इसे SUBB A 20 हेक्स की तरह कर सकता हूं तो फिर से यह प्रोग्राम अन्य तरीकों से लिखा जा सकता है कंपरिसन इंस्ट्रक्शंस और उस सभी का उपयोग करके तो इसके बजाय मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं वह सब्सट्रैक्ट के साथ बोर्रो फीचर है इसके लिए एक कैरी फ़्लैग को क्लियर करना होगा क्योंकि यह इंस्ट्रक्शन एक काम करेगा एक माइनस 20 एक्स माइनस कैरी बिट लेगा तो ऐसा करने से पहले मैंने कैरी बिट 20 कहा तो यह A माइनस 20 हेक्स है तो क्लियर तो यदि यह 0 है इसका मतलब है संख्या 20 हेक्स के बराबर थी तो उस स्थिति में मैं L1 के लेवल पर जाता हूं अन्यथा हमें यह जाँचने की आवश्यकता है कि यह A30 के बराबर है या नहीं तो MOV AR 1 और फिर क्लियर कैरी और अब SUBB A 30 हेक्स तो फिर अगर परिणाम 0 है इसका मतलब है अगर संख्या 30 जंप 10 से L2 थी तो हम कह सकते हैं जैसे MOV A R 1 फिर क्लियर कैरी और सब्सट्रैक्ट के साथ बोर्रो A40 hex जंप 1 0 से L 3 और फिर MOV A R1 यह हिस्सा समान है तो हम इसे लगातार दोहरा सकते हैं तो क्लियर कैरी करें और SUBB A 50 हेक्स जम्प 10 से L4 और अगर कुछ भी नहीं होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कुछ भी किसी भी सेटिंग की आवश्यकता नहीं होगी तो यह प्रोग्राम के अंत में जाएगा जो एक और है और लेवल ओवर कहे अब लेवल L1 में आता है उस स्थिति में FF को पोर्ट P0 पर जाना चाहिए तो हम MOV P0 0FF हेक्स की तरह देख सकते हैं फिर SJMP ओवर फिर मैं L2 कह सकता हूं यहां मैं पोर्ट P 1 और P comma हैश 0 FF हेक्स SJMP ओवर फिर L3 MOV P2 0FF हेक्स SJMP ओवर और L4 जो MOV P 3 0FF हेक्स है और यह प्वाइंट ओवर है तो यह वह बिंदु है जहां यह वह कर रहा है तो इस तरह से आप एक प्रोग्राम लिख सकते हैं जिसके द्वारा फिर से आप अन्य जटिल जाँचों के द्वारा ही वहाँ पहुँच सकते हैं तो यह प्रोग्राम वास्तव में सब्ट्रैक्ट विथ बोर्रो इंस्ट्रक्शंस के साथ की उपयोगिता को दिखाने की कोशिश कर रहा है तो आप इस बात को कर सकते हैं आगे हम एक और प्रोग्राम देखेंगे तो यह I N T 0 लाइन पर एक लेवल ट्रिगर इंटरप्ट की घटना पर पोर्ट P 0 को पढ़ने के लिए प्रोग्राम करेगा तो I N T 0 लाइन तो यदि कोई इंटरप्ट है तो यह पोर्ट P 0 की सामग्री का नेतृत्व करेगा और फिर यह संख्या के स्क्वायर की गणना करेगा और मेमोरी लोकेशन 50 हेक्स और 51 हेक्स में मूल्य को स्टोर करेगा तो इस प्रकार कुछ इंटरप्ट सर्विस रूटीन की कोशिश करे तो कैसे करना है तो हम इसे इस तरह कर सकते हैं ORG 0 LJMP Start हैं Start मैन प्रोग्राम है जहां से यह होगा तो कोई भी इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो आपके पास है तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन को यह बताना है कि कैसे रखा जाए तो तब ORG में इस INT 0 के लिए इस इंटरप्ट सर्विस रूटीन इसी वेक्टर एड्रेस 0003 हेक्स है तो अगर वे 0003 हेक्स की तरह लिखते हैं तो मैं उस पर गौर नहीं कर रहा हूं अगर मैं उस इंटरप्ट सर्विस रूटीन कोड को यहां लिखूं तो यह अन्य इंटरप्ट सर्विस इंटरप्ट वेक्टर टेबल को ओवरराइट कर देगा तो मैं इस बारे में परेशान नहीं हूं इस मामले में मैं यह मान रहा हूं कि इस बिंदु से ही इंटरप्ट सर्विस रूटीन को लोड किया जाएगा तो हमें क्या करने की आवश्यकता है यहां हमें इस A रजिस्टर की सामग्री प्राप्त करने की आवश्यकता है यदि यह P0 पोर्ट P0 A रजिस्टर में है और फिर हमें उनका स्क्वायर प्राप्त करना है तो स्क्वायर प्राप्त करने के लिए मान A से मान B में स्थानांतरित करेंगे और फिर इंस्ट्रक्शन Multiply A B का उपयोग करें तो हमें स्क्वायर मिलता है और यह A रजिस्टर अब हमारे पास 11 बाइट होगी और रजिस्टर में दूसरी बाइट होगी तो यह A रजिस्टर मान जो आप कहते हैं कि मेमोरी लोकेशन 50 हेक्स है और फिर यह B रजिस्टर वैल्यू 51 में सेव होगी तो उस उद्देश्य के लिए हम पहले AB रजिस्टर के कंटेंट को मूव करते है MOV A B और उसके बाद मूल्य को 51 हेक्स में सेव करते हैं फिर RETI तो यह इंटरप्ट सर्विस रूटीन का अंत है तो अब से मुझे मैन रूटीन डालनी होगी तो मान लीजिए कि मैं मैन रूटीन को रख रहा हूं जहां से मेमोरी एड्रेस 3 0 हेक्स है तो हम ORG 30 हेक्स लगा सकते हैं तो तुम वहाँ start डालो तो मैन रूटीन start है मुझे क्या करने की आवश्यकता है आप देखते हैं कि इस बिंदु पर आप पोर्ट पी 0 मान को पढ़ रहे थे तो हमें एक पैटर्न के साथ पी 0 को कॉन्फ़िगर पी 0 के साथ लोड करना होगा तो आपको इस MOV P0 0FF हेक्स की तरह एक स्टेटमेंट देना चाहिए तो यह एक स्टेटमेंट है और दूसरी बात यह है कि इंटरप्ट को इनेबल करना है तो इसके लिए इंटरप्ट इनेबल्ड रजिस्टर IE को MOV IE 1000 0001b प्रोग्राम करना होना तो आप इंटरप्ट इनेबल्ड रजिस्टर सेटिंग को चेक कर सकते हैं तो यह कहेगा कि सिस्टम को INT 0 इंटरप्ट प्राप्त करने में इनेबल करे और फिर प्रोग्राम को फिर इंतजार करना है तो यह SJMP L3 है तो यह इस बिंदु पर वेट कर रहा होगा और जब भी कोई इंटरप्ट आएगी सिस्टम स्वतः ही इस बिंदु पर पुनर्निर्देशित हो जाएगा INT 0 यदि आप स्वचालित रूप से 0003 को संबोधित करने के लिए पुनर्निर्देशित किया जाएगा तो इस बिंदु से यह उस पोर्ट और डेटा को निष्पादित करेगा आप इसे इस बिंदु पर वापस ले जाएंगे कुछ समय बाद इंटरप्ट उत्पन्न होगा फिर से मान पोर्ट P0 से पढ़ा जाएगा और मेमोरी लोकेशन में चला जाएगा इसका स्क्वायर मेमोरी लोकेशन 51 और 50 में स्टोर हो जाएगा